अब हम इस विशेष व्याख्यान में दो महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल Zwave और ISA10011a को कवर करेंगे ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल हैं जो जिगबी हार्ट के अलावा भी वायरलेस HART ब्लूटूथ RFID NFC IoT सिस्टम के निर्माण के लिए उपयोग किए जाते हैं हालाँकि जहाँ तक IoT सिस्टम में सभी प्रकार के IoT सिस्टम के उपयोग के लिए zigbee अधिक लोकप्रिय है Zwave विशेष रूप से घर स्वचालन प्रणाली के निर्माण के लिए रोचक है और जैसा कि आप अब तक इस कोर्स में जानते हैं कि IoT के महत्वपूर्ण एप्लिकेशन क्षेत्रों में से एक घर स्वचालन है घर स्वचालन घर स्वचालन में क्या शामिल है घर स्वचालन में किसी तरह का रोबोट होना या मोबाइल फोन होना जो विभिन्न चीजें करती हैं स्वतः घरों में अलग अलग दैनिक कार्य भी किए जा सकते हैं इत्यादि तो यह कैसे किया जा सकता है घर स्वचालन यही करता है इसलिए घर पर विभिन्न कार्यों को स्वचालित करना कुछ ऐसा है जो घर स्वचालन की प्राथमिक चिंता है तो मैं Zwave के बारे में बात कर रहा था Zwave एक तकनीक है जो Zwave गठबंधन से आती है तो यह Zwave गठबंधन उसी तरह से है जैसे हमारे पास भी एक Zigbee गठबंधन है Zwave गठबंधन है और यह Zwave गठबंधन विशेष रूप से विभिन्न घरेलू स्वचालन उपकरण अनुप्रयोगों का समर्थन करने के लिए तकनीक को बहुत आकर्षक बनाने के लिए जोर दे रहा है विभिन्न घरेलू स्वचालन फ़ंक्शंस और हम यह देखने जा रहे हैं कि Zwave का उपयोग करके हम घर पर विभिन्न IoT उपकरणों का उपयोग करके विभिन्न कार्यों के स्वचालन में सुधार करने में सक्षम हो सकते हैं तो हम इस Zwave को देखते हैं Zwave को अलग अलग तरीकों से भी लिखा जाता है हम Zwave को पूरी तरह से एक साथ लिख सकते हैं या Z और wave के बीच के स्थान का उपयोग कर सकते हैं या Z और wave के बीच में हायफ़न का उपयोग कर सकते हैं और यह एक प्रोटोकॉल है जो घर स्वचालन के लिए विभिन्न IoT उपकरणों के बीच संचार के लिए उपयोग किया जाता है जैसा कि मैंने पहले कहा था कि यह RF का उपयोग सिग्नलिंग और नियंत्रण के लिए करता है और इसके लिए ऑपरेटिंग आवृत्ति उन लोगों से अलग है जिन्हें हमने देखा है हमने देखा है कि मुख्य रूप से HART जैसी या अन्य चीजें आप NFC वगैरह को जानते हैं वे सभी 24 GHz बैंड में काम करती हैं और Zwave के लिए ऑपरेटिंग आवृत्ति अमेरिका में 90842 मेगाहर्ट्ज़ यूरोप में 86842 मेगाहर्ट्ज़ है और विभिन्न अन्य देशों के लिए मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा विभिन्न अन्य देशों के लिए विभिन्न आवृत्तियां कार्य कर रहे हैं तो Zwave में एक प्रकार का मेस नेटवर्क टोपोलॉजी है जो विभिन्न नोड्स के एकल नेटवर्क के बीच में बनता और अनुरक्षित होता है जो लगभग 232 तक हो सकता है आइए अब हम Zave में कुछ दिलचस्प बिंदुओं पर नज़र डालते हैं इसलिए हमने कहा है कि हम घर स्वचालन के बारे में बात करते हैं एक खास घर में अलग कमरे हो सकते हैं हम कहते हैं कि यह कमरा 1 कमरा 2 कमरा 3 और कमरा 4 है Zwave में यदि हम Zwave का उपयोग कर रहे हैं तो यहाँ Zwave कंट्रोलर नामक कुछ है और अलग अलग Zwave डिवाइस हैं जो वहां हैं इसलिए आम तौर पर एक ही घर में केवल एक Zwave नियंत्रक होता है और वहाँ अलग हो सकता है तो ये सभी Zwave डिवाइस एक Zwave कंट्रोलर और एक या अधिक हैं इसका मतलब है कई Zwave डिवाइस ये Zwave डिवाइस वे या तो सीधे कनेक्ट हो सकते हैं या वे बीच में एक रिले नोड की मदद से कनेक्ट हो सकते हैं तो यह एक Zwave डिवाइस है यह एक और Zwave डिवाइस है और यह तीसरा Zwave डिवाइस हो सकता है और यह एक तरह का एड हॉक मोड का संचार हो सकता है तो मूल रूप से इस तरह से Zwave कार्य करता है तो मैं आपको बता रहा था कि US 9084 और 916 आवृत्ति बैंड हैं यूरोप में 86842 और 86985 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी बैंड और अन्य देशों के लिए इन विभिन्न आवृत्तियों के संचालन को इस विशेष तालिका में यहां दिखाया गया है इसलिए जैसा कि हम देख सकते हैं कि भारत के लिए यह 8652 मेगाहर्ट्ज़ संचालन आवृत्ति है एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण अवधारणा है Zwave FSK मॉड्यूलेशन का उपयोग सीधे नहीं करता है यह क्या करता है कि यह एक गाउसीयन फिल्टर से गुजरता है तो अनिवार्य रूप से क्या होता है कि यह गाउसीयन FSK मॉड्यूलेशन बन जाता है और जिस चैनल एन्कोडिंग योजना का उपयोग किया जाता है वह मैनचेस्टर एन्कोडिंग है यह एक अवधारणा है दूसरी बात जैसा कि मैं पहले उल्लेख कर रहा था वहाँ एक इकाई है एक इकाई है जिसे नेटवर्क नियंत्रक केंद्रीय नेटवर्क नियंत्रक कहा जाता है जो एक Zwave नेटवर्क को तैयार और उसका प्रबंधन करता है प्रत्येक तार्किक Zwave नेटवर्क में उपकरणों के लिए एक होम आईडी और कई नोड आईडी हैं और वह होम आईडी मूल रूप से एकल नेटवर्क आईडी के संगत होता है इसलिए अनिवार्य रूप से क्योंकि केवल होम आईडी है जो किसी विशेष घर के लिए अद्वितीय है इनके माध्यम से विभिन्न घरों में अन्य घरों में इनके बीच अन्य नेटवर्क से संवाद करने में सक्षम नहीं होगा मुझे उम्मीद है कि मेरी बात स्पष्ट है इसलिए मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि हर घर में अद्वितीय होम आईडी या नेटवर्क आईडी है और उस विशेष घर में ही अन्य Zwave उपकरण संवाद करने में सक्षम हो जाएगा इसलिए वे अन्य घरों के साथ संवाद करने में सक्षम नहीं होंगे एक विशेष घर में Zwave डिवाइस अन्य घरों के साथ संवाद करने में सक्षम नहीं होंगे इसलिए हम Zwave उपकरणों के इस संचार को विशिष्ट घरों तक सीमित कर रहे हैं इसलिए विभिन्न होम आईडी वाले नोड्स एक दूसरे के साथ संवाद नहीं कर सकते हैं और हमें यह भी ध्यान रखना है कि Zwave में नोड आईडी की लंबाई 1 बाइट है और नेटवर्क आईडी की लंबाई 4 बाइट्स है इसलिए मैं आपसे बात कर रहा था मैं इन GFSK मॉडुलेसन के बारे में बता रहा था जो कि गाउसियन फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग है तो क्या होता है कि FSK से पहले एक गाउसियन फिल्टर होता है जिसे आप पास करते हैं जिसे आपको पल्स को चिकना करने के लिए एक गाउसियन फिल्टर के माध्यम से सिग्नल पास करते हैं इसलिए आपने पल्स का गठन किया है जो सीमित स्पेक्ट्रम चौड़ाई पर कब्जा कर लेंगे और इस प्रक्रिया को पल्स शेपिंग के रूप में जाना जाता है इसलिए इस आकृति में जैसा कि हम देख सकते हैं कि यह एक घर की एक विशिष्ट आकृति है इस घर में हमारे अलग कमरे हैं हमारे पास शयनकक्ष हैं हमारे पास एक बैठककक्ष है हमारे पास एक रसोईघर है हमारे पास शयनकक्ष वगैरह हैं और जैसा कि हम देख सकते हैं कि अगर हमें Zwave को लागू करना है तो हमें Zwave नियंत्रक की आवश्यकता है और ये अलग अलग लाल रंग के और हरे रंग के नोड्स जो हैं Zwave n डिवाइस हैं Zwave नोड इसलिए नियंत्रक मूल रूप से इन विभिन्न नोड्स में से प्रत्येक के बीच संयोजकता कायम करता है जैसा कि हम इस विशेष उदाहरण में देख सकते हैं नियंत्रक के पास इन हरे रंग के नोड्स के साथ एक हॉप संचार है हालाँकि इन लाल रंग के नोड्स के नियंत्रक मल्टी हॉप हैं वे एक हॉप संचार सीमा के भीतर नहीं हैं इसलिए यदि इस नियंत्रक को इस विशेष कमरे में लाल रंग के नोड के साथ संवाद करना है तो इसे इस हरे रंग के नोड के माध्यम से करना होगा Zwave मेस टोपोलॉजी का उपयोग करता है और यह भी सोर्स रूटिंग का उपयोग करता है तो सोर्स रूटिंग का मतलब है कि पैकेट भेजे जाने से पहले ही पैकेट आगे भेजे जाने से पहले पूरा मार्ग मूल रूप से एनकोडेड या एम्बेडेड है इसलिए पैकेट भेजे जाने से पहले पूरे मार्ग की जानकारी इसके साथ एम्बेडेड होती है तो सोर्स को सम्पूर्ण मार्ग विदित होता है और पैकेट को दिया जाता है इसलिए पैकेट को पता चल जाएगा कि यह कैसे पूरे नेटवर्क के माध्यम से पार करेगा या जब तक यह इच्छित गंतव्य तक नहीं पहुंचता है इसलिए तो जब वे यंत्र संवाद करते हैं एक दूसरे की सीमा में होते हैं जब वे सीमा में नहीं होते हैं जैसा कि मैं आपको पिछली आकृति में उन लाल रंग के Zwave नोड्स का उपयोग करके दिखा रहा था ऐसे मामलों में संदेश विभिन्न नोड्स के माध्यम से रूट को बायपास करते हैं जो घरेलू उपकरणों या विन्यास द्वारा बनाए गए अवरोध हैं और यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप जानते हैं कि घर में बहुत सारे भौतिक अवरोध हैं वहीं अलग अलग कमरों वगैरह के बीच दीवारें हैं तो क्या होता है ये अलग अलग नोड्स होंगे जो गेटवे या रिले नोड्स के रूप में इन रिमोट Zwave नोड्स के बीच संचार की सुविधा के लिए कार्य करेंगे जो कि नियंत्रक के साथ सीधे प्रसारण सीमा के भीतर नहीं हैं और अब हमने कमरों के रेखाचित्र को हटा दिया है और यह यहाँ पर दिखाया गया है हमारे पास हरे रंग के नोड्स हैं और यह प्रत्यक्ष संचार सीधे पथ के भीतर है और फिर ये नोड्स हैं जो प्रत्यक्ष संचार सीमा के भीतर नहीं हैं और वहां वे उपचार पथ की मदद से संचार कर सकते हैं तो यह उपचार पथ के रूप में जाना जाता है और इसे प्रत्यक्ष पथ के रूप में जाना जाता है Zwave और zigbee वे कैसे तुलना करते हैं इसलिए Zwave उपयोगकर्ता के अनुकूल है यह सरल प्रणाली प्रदान करता है जिसे उपयोगकर्ता स्वयं सेट कर सकते हैं पर दूसरी ओर ZigBee की आवश्यकता है तो बैटरी के एक सेट पर कम शक्ति वाले उपकरण 7 साल तक चल सकते हैं Zwave किसी व्यक्ति जो अपने घर के स्वचालन को सुरक्षित कुशल और सरल बनाए रखना और सरलता से देख रेख करना चाहता है की प्रौद्योगिकी की एक बुनियादी समझ के लिए आदर्श है दूसरी ओर ज़िगबी का उपयोग करना ज़िगबी प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों के लिए आदर्श है जो एक ऐसी प्रणाली चाहते हैं जो अपनी प्राथमिकताओं के साथ अनुकूलन कर सकें और खुद को स्थापित कर सकें तो बहुत सारे ज़िगबी की मदद से विशेषज्ञता किए जा सकते हैं दूसरी ओर Zwave अधिक उपयोगकर्ता के अनुकूल अधिक ग्राहक के अनुकूल है लेकिन zigbee की तुलना में Zwave की मदद से चीजों का एक सीमित सेट किया जा सकता है Zigbee की तुलना में Zwave महंगा है और US में 10 प्रमुख सुरक्षा और संचार कंपनियों में से 9 स्मार्ट होम सॉल्यूशंस के लिए Zwave का उपयोग करते हैं zigbee के लिए दूसरी ओर zigbee गठबंधन है जिसमें सौ से अधिक सदस्य संगठन शामिल हैं जो ज़िगबी द्वारा पेश किए जाने वाले खुले मानक का विकास और सुधार करते हैं अब हम दूसरे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल पर आते हैं जो ISA10011A है तो यह प्रोटोकॉल है जिसे इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ़ ऑटोमेशन द्वारा रूपांकित किया गया है और यह विशेष रूप से उद्योगों औद्योगिक परिसरों औद्योगिक संयंत्रों और औद्योगिक प्लांट इत्यादि के लिए उपयोग किया जाता है एक अरब से अधिक उपकरण हैं जो वर्तमान में ISA10011a का उपयोग करते हैं जो नेटिव और टनल एप्लीकेशन लेयर के समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है ISA10011a के सहायता से विभिन्न ट्रांसपोर्ट सेवा रिलाएबल बेस्ड रियल टाइम सेवा प्रदान की जाती हैं इसलिए ISA10011a मुख्य रूप से औद्योगिक क्षेत्रों में विशेष रूप से औद्योगिक IoT सिस्टम को लागू करने के लिए परिणाम के रूप में रोचक है नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट लेयर TCP या UDP या IPv6 और डाटा लिंक लेयर पर आधारित हैं जो आवृत्ति हॉपिंग के साथ मेस नेटवर्क का समर्थन करता है तो फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम आमतौर पर ISA10011a में उपयोग किया जाता है विभिन्न टोपोलॉजी जो इस विशेष मानक को लागू करने के लिए उपयोग किया जाता है स्टार या ट्री टोपोलॉजी या मेस टोपोलॉजी भी है तो इन सभी टोपोलॉजी को इसे लागू करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और नीचे जो रेडियो इस्तेमाल किया जाता है वह फिर से 802154 पर आधारित है बसों को भरने में अनुमत नेटवर्क ईथरनेट पर रेडियो लिंक ISA को शामिल करते है फिल बस का मतलब है कि यह तारों का एक गुच्छा और तारों का गुच्छा है आप जानते हैं जो विभिन्न उपकरणों के बीच चल रहे जैसा कि हम डेटा सेंटर या सर्वर रूम इत्यादि में देखते हैं हमारे पास ये बसें हैं और फिल्ड बसों मतलब कि इन विभिन्न भरे फिल्ड के बीच इसकी उच्च बैंडविड्थ उच्च क्षमता वाले ऐसे लिंक जो उन दोनों के बीच दौड़ रहा है एप्लिकेशन लेयर उपयोगकर्ताओं और प्रबंधन प्रक्रियाओं के लिए संचार सेवाओं के वितरण का समर्थन करती है यह विशेष रूप से ऑब्जेक्ट्स मेथड या ISA10011a प्रोटोकॉल की विशेषताओं को मूल रूप से भीतर पारित कर सकता है विशेष नेटवर्क माध्यम से लिगेसी डाटा को अनुमति देने के लिए एक टनलिंग मोड उपलब्ध है तो हमारे पास इस तरह का एक परिदृश्य है हमारे पास ये काले रंग की आयतें बैकबोन उपकरण हैं हमारे पास बैकबोन उपकरण हैं हमारे पास यह लाल रंग वाले गैर रूटिंग डिवाइस हैं नीले रंग के एक रूटिंग डिवाइस होते हैं और ये हरे रंग के एक संचालक उपकरण होते हैं और फिर हमारे पास सुरक्षा प्रबंधक गेटवे और सिस्टम मैनेजर होते हैं जो मूल रूप से आधार से परे कार्य करते हैं तो यह ISA10011a प्रोटोकॉल के उद्योगों या स्मार्ट कारखानों में इस विशेष उपयोग की विशिष्ट संरचना है इस विशेष प्रोटोकॉल की विशेषताओं में लचीलापन कई प्रोटोकॉल के लिए समर्थन खुले मानकों का उपयोग कई अनुप्रयोगों के लिए समर्थन त्रुटि का पता लगाने वाले चैनल होपिंग सहित विश्वसनीयता टीडीएमए का उपयोग कर निर्धार्यता क्यूओएस समर्थन भी लागू किया गया है इस विशेष स्थिति में आप इस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं क्यूओएस समर्थन बहुत महत्वपूर्ण है क्यूओएस गारंटी अधिक विशेष है क्योंकि यही वह है जो मूल रूप से नियतात्मकता सुनिश्चित करता है TDMA हम समझते हैं समयावधि पूर्वनिर्धारित लोग जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है क्यूओएस समर्थन भी बहुत महत्वपूर्ण है क्यूओएस गारंटी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि आप जानते हैं कि हमें यह जानने की आवश्यकता है कि कम से कम इस मानक का उपयोग से भविष्य में इस विशेष नेटवर्क को चलाने से क्या होने वाला है और इस विशेष प्रोटोकॉल की सुरक्षा की भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है तो सुरक्षा पूरी तरह से इस विशेष मानक ISA10011a मानक में बनाया गया है प्रमाणीकरण और गोपनीय सेवाएं स्वतंत्र रूप से उपलब्ध हैं एक नेटवर्क सुरक्षा प्रबंधक का प्रबंधन और कुंजी वितरण करता है तो प्रमुख प्रबंधन जिसमें कुंजी वितरण कुंजी रेवोकेशन वगैरह शामिल हैं नेटवर्क सुरक्षा प्रबंधक द्वारा इन सभी का ध्यान रखा जाता है तो प्रत्येक नोड में जुड़वा डेटा सुरक्षा चरणों में डेटा लिंक लेयर प्रत्येक हॉप को एन्क्रिप्ट ट्रांसपोर्ट लेयर पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन को सुरक्षित करना शामिल करता है तो ये विभिन्न श्रेणियों के अनुप्रयोगों के लिए अलग अलग उपयोग वर्ग हैं सुरक्षा के लिए क्लास 0 हैं और एक 0 जैसे कि आपातकालीन स्थिति में कुछ आपातकालीन अनुप्रयोग के लिए है कुछ महत्वपूर्ण आपातकालीन कार्रवाई स्थिति में 1 बंद लूप विनियामक नियंत्रण के लिए है जो भी महत्वपूर्ण हो सकती है फिर हमारे पास श्रेणी नियंत्रण श्रेणी है जिसमें क्लास 1 2 और 3 हैं 1 बंद लूप नियामक नियंत्रण बंद लूप निरिक्षणात्मक नियंत्रण और 3 मुक्त लूप नियंत्रण के लिए है और फिर हमारे पास केटेगरी मॉनिटरिंग है जहां क्लास 4 मूल रूप से अलर्ट अनुप्रयोगों के लिए है और प्लस 5 जो लॉगिंग और डाउनलोडिंग के लिए है और यह विशेष वर्ग लॉगिंग डाउनलोडिंग क्लास का कोई तत्काल परिचालन परिणाम नहीं होता है इसलिए इसके साथ हम इस विशेष व्याख्यान के अंत में आते हैं और हम न केवल ISA और ISA10011a प्रोटोकॉल के माध्यम से गुजरे हैं बल्कि इस व्याख्यान में Zwave प्रोटोकॉल भी हैं और हम पहले भी कनेक्टिविटी प्रौद्योगिकियों के अलग अलग प्रोटोकॉल जैसे कि zigbee में से गुजर चुके हैं जो 802154 पर आधारित है फिर हम IPv6 से गुजरे हैं हम आरएफआईडी से गुजरे हैं हम एनएफसी से गुजरे हैं हम Zwave से गुजरे हैं हम HART वायरलेस HART से गुजरे हैं और हम सभी विभिन्न प्रकार की तकनीकों से गुजरे हैं जिनका उपयोग विभिन्न उपकरणों के बीच कनेक्टिविटी को प्रस्तावित करने के लिए किया जा सकता है इन विभिन्न कनेक्टिविटी प्रोटोकॉलों में उन सभी की अपनी विशिष्ट विशेषताएं हैं जो उन्हें IoT कार्यान्वयन के विभिन्न अनुप्रयोगों में उपयोग के लिए बहुत आकर्षक बनाती हैं तो हम न केवल इस व्याख्यान के अंत में आते हैं बल्कि कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजीज पर व्याख्यान की श्रृंखला के अंत में भी आते हैं आपको धन्यवाद